तो ट्रैन्स्लैशन पर वीडियो पर आपका वापस स्वागत है अब पिछली वीडियो में जब मैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात कर रही थी तो हमने देखा कि डीएनए में जो जानकारी लिखी गई थी वह कैसे एक आरएनए अणु पर कॉपी की गई थी तो आरएनए अणु आपका क्यू कार्ड था जो मूव़् हुआ नाभिक से साइटोप्लाज्म में मूव़् हो सकता है इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो के शुरुआती बिंदु यह होने जा रहे हैं कि mRNA पहले ही संश्लेषित हो चुका है अब यह कैसे होता है कि यह mRNA पढ़ा जाता है और पढ़ते हुए यह कैसे होता है कि प्रोटीन संश्लेषित होता है तो ट्रैन्स्लैशन को समझने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ट्रैन्स्लैशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा mRNA में लिखी गई जानकारी को अंततः उस उत्पाद में बदल दिया जाता है जो प्रोटीन हैं तो वह ट्रैन्स्लैशन की प्रक्रिया है अब हमारा स्टॉर्टिंग मैटिअर्इअल mRNA अणु का वह स्ट्रेच है जो की आप जानते हैं डीएनए में लिखी गई सभी सूचनाओं को सावधानीपूर्वक कॉपी कर लेता है इसलिए यह अब वह स्क्रिप्ट है जिसे राइबोसोम को पढ़ने की आवश्यकता है इसलिए हमें ट्रैन्स्लैशन की इस प्रक्रिया में 2 बातों को समझने की जरूरत है 1 प्रोटीन बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं और 2 आप इस भाषा को कैसे पढ़ते हैं तो आइए हम पहले इन्ग्रीडीअन्ट पर आते हैं पहला इन्ग्रीडीअन्ट स्क्रिप्ट ही है जो mRNA अणु में है फिर शेफ जहां यह पूरा संश्लेषण होता है जो राइबोसोम हैं राइबोसोम में 2 यूनिट होती हैं एक छोटा सबयूनिट और एक बड़ा सबयूनिट है हम थोड़ी देर बाद इस पर आएंगे लेकिन याद रखें कि यह 2 यूनिट से बना एक संरचना है एक छोटी और बड़ी यूनिट तो आपको शेफ की जरूरत है आपको उन इन्ग्रीडीअन्ट की भी आवश्यकता है जिनके साथ प्रोटीन बने हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं तो आपको अमीनो एसिड की आवश्यकता है 20 अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं और ये 20 अमीनो एसिड विभिन्न क्रमपरिवर्तन और संयोजन में व्यवस्थित होते हैं जिसके कारण आपको अलग अलग प्रोटीन मिलते हैं तो आपके पास अमीनो एसिड हैं और फिर आपके पास एक अणु है जिसे tRNA कहा जाता है इसे ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है क्योंकि यह अणु वास्तव में अमीनो एसिड को राइबोसोम में लाएगा जो प्रोटीन संश्लेषण की साइट है और यह tRNA है तो आपके पास विभिन्न प्रकार के tRNAs होंगे जो फिर अमीनो एसिड को हैंडपिक कर सकते हैं और उन्हें राइबोसोम में ला सकते हैं अब यह इन्ग्रीडीअन्ट है आपको messenger RNA की आवश्यकता है जो कि स्क्रिप्ट है आपको प्रोटीन संश्लेषण की साइट की आवश्यकता है जो राइबोसोम है आपको प्रोटी न के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक की आवश्यकता होती है जो अमीनो एसिड हैं और ये एमिनो एसिड एक अणु द्वारा राइबोसोम पर फेराइड होते है जिन्हें ट्रैन्स्फर आरएनए या tRNA कहा जाता है अब हम भाषा पर आते हैं अब हम जानते हैं कि हमारे पास मूल रूप से 4 आधार हैं तो आपके पास 4 आधार हैं DNA के मामले में यह A T G और C है लेकिन स्क्रिप्ट आरएनए अणु में लिखी है इसलिए आरएनए के मामले में एक T के बजाय हमारे पास एक U होगा तो 4 अक्षर हैं या सरल शब्दों में डीएनए की भाषा में 4 अक्षर हैं A U G और C अब इन अक्षरों को एक साथ आना होगा शब्दों को बनाने के लिए और प्रत्येक शब्द का मतलब एक विशेष एमिनो एसिड है इसलिए यदि आपके पास प्रत्येक वर्णमाला एक एमिनो एसिड के लिए कोडिंग करता है तो आपके पास केवल 4 संभावनाएं हैं हम कहते हैं कि यदि इनमें से 2 एक समय में एक अमीनो एसिड के लिए कोडिंग कर रहे हैं तो A U के साथ कोड कर सकता है या AG के साथ संयोजन कर सकता है या A C के साथ संयोजन कर सकता है तो आपके पास 4 की पावर 2 होगी लगभग 16 अलग अलग संभावनाएं जिसमें ये संयोजन हो सकते हैं तो आपके पास अनिवार्य रूप से 16 अलग अलग शब्द होंगे लेकिन यह अभी भी कम हो रहा है क्योंकि आपके पास लगभग 20 एमिनो एसिड हैं तो अब हम जो जानते हैं वह यह है कि उनमें से 3 हैं जो एक समय में एक साथ आते हैं और फिर वे एक शब्द के लिए कोड करते हैं इसलिए यदि आपके पास 4 आधार हैं जो 3 के समूहों में कम्बाइन हो रहे हैं तो आपके पास लगभग 4 की पावर 3 है लगभग 64 विभिन्न संभावनाएं हैं आपके पास 64 अलग अलग शब्द हैं प्रत्येक शब्द का अर्थ कुछ है अब प्रत्येक तो जीव विज्ञान में 4 अक्षर हैं लेकिन ये अक्षर 3 के समूहों में एक कोड बनाते हैं जिसे कोडन"codon" कहा जाता है और हमारी प्रणाली में 64 कोडन हैं जिनमें से 61 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं जबकि उनमें से 3 किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं उदाहरण के लिए आपके पास UAA UAG और फिर UGA होगा अब ये 3 कोडन ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं लेकिन आपके पास उनमें से 61 हैं जो अमीनो एसिड के लिए कोडिंग कर रहे हैं अब वह फिर से एक दिलचस्प पॉइंट लाता है आपके पास 61 कोडन हैं लेकिन आपके पास केवल 20 एमिनो एसिड हैं अब देखा गया है कि 1 से अधिक कोडन एक एमिनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास GGG है एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकता है वही हम कहते हैं ग्लाइसिन के लिए इस कोड करता है उदाहरण के लिए अब वही एमिनो एसिड एक और कोडन द्वारा भी कोडिड किया जा सकता है जैसे की GGC यह कोड एक ग्लाइसिन के लिए भी कोड करता है तो आपके पास एक ही एमिनो एसिड के लिए कई कोडन हो सकते हैं लेकिन एक सिंगल कोडन 2 अलग अलग एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता है मैं इसे फिर से स्पष्ट कर दूं हम कहते हैं कि अमीनो एसिड एक ग्लाइसिन है ग्लाइसिन GGG या GGC द्वारा कोड किया जा सकता है तो ग्लाइसीन को 1 से अधिक कोडन द्वारा कोडेड किया जा सकता है वास्तव में ग्लाइसिन 4 अलग अलग कोडनों द्वारा कोडित होता है तो 4 अलग अलग कोडन हैं जो समान अमीनो एसिड के लिए कोड करते है जो ग्लाइसिन है लेकिन यह संभव नहीं है कि GGG ग्लाइसीन के लिए भी कोड करेगा ऐलेनिन के लिए भी कोड करेगा इसकी अनुमति नहीं है तो आनुवंशिक भाषा 3 न्यूक्लियोटाइड एक शब्द बनाने के लिए एक साथ आते हैं जो कोडन होता है और प्रत्येक शब्द एक विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है आपके पास एक विशेष अमीनो एसिड के लिए एक से अधिक शब्द हो सकते हैं लेकिन शब्द का एक अर्थ अनेम्बिग्यवस है इसका मतलब है कि अगर यह GGG है तो यह हमेशा ग्लाइसिन के लिए कोड करेगा यह किसी अन्य एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं कर सकता है तो यह भाषा है और अब यह भाषा वहां है भाषा mRNA अणु पर बैठी है लेकिन उस भाषा को पढ़ना और व्याख्या करनी है अब भाषा की इंटर्प्रेटेशन tRNA अणु द्वारा भाग में की जाती है अब tRNA एक बहुत ही रोचक RNA अणु है यदि कोई इसकी दो आयामी संरचना को देखता है तो इसका एक क्लोवर लीफ़ संरचना है मेरा मतलब है यह लौंग की तरह दिखता है और जो आप पाते हैं वह यह है की tRNA अणु आमतौर पर लगभग 80 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा होता है तो अलग अलग tRNA होते हैं प्रत्येक tRNA का एक क्षेत्र होता है जिसे एंटिकोडन"anticodon" कहा जाता है तो अगर आपके पास है हम कहते हैं एक कोडन AUG अब इस कोडन को एंटिकोडन द्वारा पढ़ना होगा तो एंटिकोडन कोडन के कॉमप्लीमेंट्री होगा जो कि इस मामले में UAC होगा क्योंकि थाइमिन नहीं है इसलिए आपके पास एक यूरैसिल होगा यह फिर से एक आरएनए है यह डीएनए नहीं है यूरैसिल हमेशा एक एडेनिन के साथ पेयर बनाएगा और गुआनिन हमेशा एक साइटोसि न के साथ पेयर बनाएगा यह काम्प्लिमेन्टैरिटी है तो हर कोडन इसी तरह सभी 61 कोडन में कॉमप्लीमेंट्री एंटीकोडोन होंगे तो प्रत्येक tRNA अणु में एक कॉमप्लीमेंट्री एंटिकोडन होगा और दूसरे छोर पर इसके साथ एक एमिनो एसिड भी जुड़ा होगा अब ऐसा tRNA अणु जो किसी दिए गए कोडन के लिए विशिष्ट अमीनो एसिड ले जाता है वह आवेशित tRNA भी कहलाता है अब मैं इस विवरण में नहीं जाऊंगी कि यह सब चार्जिंग कैसे होती है क्योंकि तब यह बहुत अधिक माइंड बॉगलिंग हो जाता है और मैं आपको उन सभी विवरणों से परेशान नहीं करना चाहती बस याद रखें कि कोडस कोडन हैं 3 अक्षर कोड और एक कोड विशिष्ट अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और फिर कोड tRNA द्वारा डिकोड किया जाता है एंटिकोडॉन की वजह से जो कोडन का कॉमप्लीमेंट्री है और प्रत्येक tRNA फिर संबंधित अमीनो एसिड लाएगा अब कोडन के बीच जैसा कि मैंने आपको बताया था उनमें से 3 स्टॉप कोडन हैं तो UAA UAG और UGA के लिए कोई tRNA अणु उपलब्ध नहीं है और आपके पास AUG के लिए यह हमेशा स्टार्ट कोडन है यह पहला कोडन भी है इसलिए यह ऐसा है जैसे आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं यदि आप एक पत्र पर लिख रहे हैं और आप एक "the" कैपिटल T के साथ शुरू करते हैं तो पहला शब्द हमेशा एक AUG होता है जो मेथिओनिन के लिए कोड होता है तो 64 कोडन में से 4 कोडन विशेष हैं स्टार्ट कोडन जो AUG है और टर्मिनेटर कोडन जो UAA UAG और UGA हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इन्ग्रीडीअन्ट क्या है और ट्रांसलेशन में भाषा कैसे पढ़ी जाती है अब हम ट्रैन्स्लैशन की वास्तविक प्रक्रिया को देखते हैं तो मैंने यहाँ क्या किया है मैंने एक mRNA अणु बनाया है तो इस mRNA अणु में 5 प्राइम कैप है इसमें 3 प्राइम पॉली ए टेल है और अब यह mRNA साइटोप्लाज्म में बैठा है और फिर इसके पास यह पूरे अनुक्र म हैं हमें इस अनुक्रम की समझ बनाने की आवश्यकता है तो अब प्रत्येक आरएनए अणु में एक विशिष्ट हस्ताक्षर होता है जिसे राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहा जाता है राइबोसोम में एक छोटा सबयूनिट और एक बड़ा सबयूनिट होता है तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट एक तरह से इस छोटे सबयूनिट द्वारा स्कैन की जाती है और जहां भी छोटे सबयूनिट इसे देखेगा राइबोसोम असेंबल करना शुरू कर देंगे तो राइबोसोम इसे पहचान लेगा और राइबोसोम का छोटा सबयूनिट असेंबल होने लगेगा यह राइबोसोम का छोटा सबयूनिट है अब इस क्रम में यदि आप ध्यान से देखें तो स्टार्ट कोडन क्या है प्रारंभ कोडन AUG है तो अगर आप अनुक्रम को देखते हैं तो यह UCC है फिर आपके पास GAU है लेकिन फिर अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो यह AUG बन जाता है अब यह आपका स्टार्ट कोडन है इसलिए भाषा के पढ़ने में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे आपको समझना होगा कि वह विराम चिह्नों के बारे में है मैं वास्तव में इसे सरल बना रही हूं तो AUG पहला कोड बन जाता है अगला कोड हमेशा बिना किसी ब्रेक के 3 के सेट में पढ़ा जाता है इसलिए यह आपका दूसरा कोडन बन जाता है तो यह दूसरा कोडन बन जाता है यह पहला कोडन बन जाता है जो हमेशा AUG होता है पहला कोडन दूसरा कोडन फिर से आप बिना ब्रेक के अगला ट्रिपल पढ़ते हैं तो यह आपका तीसरा कोडन बन जाता है और फिर आपके पास चौथा कोडन होता है और फिर आप पांचवें कोडन में आते हैं यदि आप देखें कि पाँचवाँ कोडन UAA है जो कुछ नहीं बल्कि स्टॉप कोडन है तो यहां प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो यह आरएनए अणु है और इसके माध्यम से देखने और स्कैन करने से आप समझ सकते हैं कि इसमें AUG के बाद GGG और फिर तीसरा कोडन और फिर चौथा कोडन है और फिर आप एक स्टॉप कोडन से टकराते हैं तो आइए हम ट्रैन्स्लैशन को देखें अब ट्रैन्स्लैशन के 3 चरण हैं पहला चरण इनिशीएशन है दूसरा चरण ईलाँग्गेशन है और तीसरा चरण टर्मनेशन है तो आइए हम पहले चरण को देखें जो इनिशीएशन है इनिशीएशन में जो हो रहा है वह राइबोसोम है राइबोसोम का छोटा सबयूनिट इस mRNA को स्कैन करता है और राइबोसोम बाइंडिंग साइट के आधार पर खुद को संलग्न करता है और फिर यहां एक स्टार्ट कोडन है जहां भी एक स्टार्ट कोडन है पहला tRNA है जिसमें कॉमप्लीमेंट्री एंटीकोडॉन होगा तो हम कहते हैं कि यह एंटिकोडन साइट है यह आएगा और बाइन्ड हो जाएगा इसलिए मैं इसे क्लैंप की संरचना की तरह बना रही हूं बस एक हुक की तरह संरचना तो यह अमीनो एसिड है जो ला रहा है जो मेथिओनिन के अलावा और कुछ नहीं है तो पहला tRNA आया और इसने खुद को स्टार्ट कोडन पर डॉक किया है राइबोसोम का छोटा सबयूनिट आ गया है और बैठा है और अब जब ऐसा होता है तो इनिशीएशन की प्रक्रिया के दौरान यह पहला कदम है एक बार जब यह जक्स्टपोज़ हो जाते हैं और इन्हें एक साथ रखा जाता है तो राइबोसोम का बड़ा उप समूह आता है और बैठ जाता है तो यह राइबोसोम का बड़ा उप समूह है जो बैठा हुआ है तो यह इस तरह है आपके पास आरएनए अणु है हम कहते हैं कि यह आरएनए अणु का प्रतिनिधित्व करता है छोटा सबयूनिट आता है और बाइन्ड हो जाता है और फिर बड़ा सबयूनिट आएगा और शीर्ष पर बैठ जाएगा अब अगर मुझे एक क्रॉस सेक्शन लेना था तो यह है यह दुर्भाग्य से 2 डी आरेख है यह कुछ एनीमेशन वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा जो मैं आपको दिखाऊंगी मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती हूं लेकिन मैं आपको उनका लिंक ज़रूर दूंगी इसलिए जब आप इसे आर पार काटते हैं और एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं जब यह पूरा बड़ा सबयूनिट और छोटा सबयूनिट बीच में mRNA के साथ इसलिए यहां एक ग्रूव है जिसके माध्यम से RNA गुजर रहा है आप पूरी असिम्ब्ली ट्रैन्स्लैशन के लिए तैयार है अब जब एक बार बड़ा सबयूनिट व्यवस्थित होता है तो सबसे बड़े सबयूनिट में 3 साइटें होती हैं इसमें 3 सेक्शन होते हैं इसका एक सेक्शन है जिसे E साइट या खाली साइट"empty site" कहा जाता है P साइट और A साइट अब सिस्टम अगले एमिनो एसिड को लाने के लिए तैयार है पहला एमिनो एसिड मेथिओनिन है अब अगला tRNA आता है फिर से यह अपने एंटिकोडन अनुक्रम से बाइन्ड हो जाता है और यह अगले एमिनो एसिड को लाएगा हम कहते हैं एमिनो एसिड 2 मुझे लगता है कि GGG हमने ग्लाइसिन के लिए कोड पर चर्चा की थी तो यह दूसरे की तरह आता है अब आने वाली टीआरएनए ए साइट पर आ रहा है एक बार ऐसा हो जाने के बाद अब 2 tRNA एक दूसरे के निकटस्थ में हैं अब पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण की प्रक्रिया होगी याद रखें कि अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं तो यह मेथियोनीन पेप्टाइड बॉन्ड के गठन के माध्यम से दूसरे एमिनो एसिड पर पारित हो जाएगा और अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा यह पूरा राइबोसोम एक कोडन द्वारा दाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा तो यह अब एक कोडन द्वारा दाईं ओर शिफ्ट होगा तो अब यह है मेथिओनिन पारित हो गया है और मेथिओनिन अब इस tRNA से जुड़ा हुआ है अब यह पूरा राइबोसोम शिफ्ट हो जाता है और क्या होता है अब राइबोसोम का छोटा सबयूनिट यहाँ बैठा है और बड़ा सबयूनिट यहाँ बैठा है तो जो पहले दौ र में ए साइट थी अब पी साइट बन गई है AUG निकास स्थल है इसलिए अब tRNA खाली है इसने अपने मेथिओनिन का डोनेट किया है इसलिए यहां से tRNA जो मेथियोनीन लाया थावह फ्री है इसलिए यह tRNA E साइट से बाहर जाएगा यह पी साइट बन जाती है और अब यह कोडोन है जो अब ए साइट पर बैठने के खिलाफ पढ़ने के लिए तैयार है तो अब इस साइट पर तीसरा tRNA आएगा जो कोडोन को उसके एंटिकोडन के माध्यम से पढ़ेगा और तीसरे एमिनो एसिड को लाएगा फिर से इन 2 के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा और फिर यह tRNA खाली हो जाएगा और फिर यह tRNA E साइट से बाहर निकल जाएगा तो इसी तरह से ट्रैन्स्लैशन की प्रक्रिया होती है और राइबोसोम एक समय में एक कोडोन को स्लाइड करता रहता है और mRNA टेम्प्लेट साथ साथ और इसे पढ़ता है इसी tRNA को लाता है और जब भी चार्ज tRNA आता है तब यह पूर्व tRNA के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और इसलिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लम्बी होती रहती है अब यह तब तक होता रहता है जब तक राइबोसोम का स्टॉप साइट से सामना नहीं हो जाता मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यह कैसे हो रहा है ट्यूब पर कुछ बहुत अच्छे वीडियो हैं मैं आपको उनके के लिंक दे दूंगी यह आपको और भी स्पष्ट कर देगा इसलिए जब तक यह स्टॉप कोडन तक पहुंचता है तब तक जो होता है वह यह है कि राइबोसोम बैठा है यह राइबोसोम में ए साइट बन जाती है यह वह जगह है जहां पेप्टिडाइल साइट है तो एक कोर्रेसपोंडिंग tRNA होगा जिसमें उसका चौथा एमिनो एसिड होगा जो तीसरे अमीनो एसिड से जुड़ा था जो बदले में दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा था और फिर पहला एमिनो एसिड मेथिओनिन था इसलिए आपको एमिनो एसिड की एक श्रृंखला मिल रही है जो संश्लेषित हो रही है और अब राइबोसोम एक स्थिति में टकरा गया है जो स्टॉप कोडन है अब स्टॉप कोडन के लिए कोई tRNA नहीं है इसलिए tRNA के बजाय जब भी राइबोसोम इस स्टॉप कोडोन को हिट करता है रिलीज़ फैक्टर आता है एक रिलीज़ फैक्टर एक प्रोटीन है जो आता है और इस A साइट से बाइन्ड हो जाता है इसे रिलीज़ फैक्टर कहा जाता है और एक बार जब यह रिलीज फैक्टर आता है और ए साइट से बाइन्ड हो जाता है तो यह मूल रूप से इस पूरे कंपलेक्स के डिसोसिएशॅन का कारण बनता है तो इसके अंत में सब कुछ डिसोशीएट हो जाता है छोटे सबयूनिट बड़े सबयूनिट राइबोसोम अलग हो जाते हैं mRNA अलग हो जाता है tRNA फिर से फ्री हो जाता है अंतिम टीआरएनए और फिर आपके पास केवल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रह जाती है तो आपके पास मेथिओनिन दूसरा अमीनो एसिड तीसरा अमीनो एसिड और अंतिम चौथा एमिनो एसिड है अब आपको पेप्टाइड श्रृंखला मिल गई है यह एक पॉलीपेप्टाइड है तो यह हुआ है जैसा आपने यहाँ देखा है आपने mRNA पर आरम्भ कोडन के साथ शुरू किया है राइबोसोम की असेंबली मेथियोनीन का आना एंटीकोडॉन के साथ बेस पेयरिंग के माध्यम से फिर से दूसरे tRNA में आना और फिर एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड की इस बढ़ती श्रृंखला पर जुड़ते रहते हैं अब यह सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है यह अमीनो एसिड की सिर्फ एक लिन्इअ व्यवस्था है लेकिन वास्तव में प्रोटीन बहुत अधिक फोल्डिड है और यह संभव है क्योंकि ट्रैन्स्लैशन की इस प्रक्रिया के होने के बाद रिलीज फैक्टर के बाइन्डिंग के कारण टर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगी इसलिए ट्रैन्स्लैशन हो जाने के बाद पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तैयार है यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तो हम कहते हैं कि यह अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला फोल्डिंग से गुजरेगी यह ऐसा है जैसे मैं इस धागे को लेती हूं और फिर वाइन्ड करने की कोशिश करती हूं और इसे धागे की एक गेंद के रूप में बनाती हूं तो वह प्रसंस्करण विशेष संरचनाओं के अंदर होती है जिसे शेपर्ओन कहा जाता है तो शेपर्ओन प्रोटीन लाते हैं जिसे प्रोटीन फोल्डिंग कहा जाता है तो अमीनो एसिड के रेंज में शामिल हो जाने के बाद उन्हें फोल्ड करना पड़ता है तो प्रोटीन फोल्डिंग होती है और यह पूरी तरह से 3 डी संरचना में हो जाता है और यदि आवश्यक हो जैसे कि यूकर्योट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है यह मुड़ा प्रोटीन आगे संसाधित हो जाएगा और फिर स्रावित हो जाएगा या अपने उचित टारगेट को भेजा जाएगा तो यह प्रोटीन फोल्डिंग और विशिष्ट अन्य आवश्यक मॉडफ़केशन है मैं सिम्प्लिसटी के कारण उनमें नहीं जा रही हूं इन मॉडफ़केशन को पोस्ट ट्रैन्स्लैशन मॉडफ़केशन कहा जाता है तो मुझे इस वीडियो को वाइन्ड करने दे इस वीडियो में हमने जो भी अध्ययन किया उसके बारे में बात करके और संक्षेप में बताने के द्वारा हमने देखा कि कैसे mRNA जो स्क्रिप्ट mRNA पर लिखी जाती है उसे tRNA द्वारा डिकोड किया जाता है और स्क्रिप्ट को 3 अक्षर शब्दों में लिखा जाता है जिन्हें कोडोन कहा जाता है काम्प्लमेन्टरी एंटीकोडोन के माध्यम से कोडोन को tRNA द्वारा पढ़ा और इन्टरप्रेट किया जाता है यह tRNA है जो एक विशिष्ट कोडोन के जवाब में विशिष्ट अमीनो एसिड ले आएगा और यह सारे अमीनो एसिड का जुड़ना राइबोसोम में कोडोन से कोडोन राइबोसोम की मदद से होता है और फिर एक बार राइबोसोम और पूरी ट्रान्सलेशनल मशीनरी एक स्टॉप कोडन में टकरा जाती है रिलीज फैक्टर आता है और हर चीज डिसोशीएट हो जाती है पेप्टाइड चेन बाकी कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाती है और यह पेप्टाइड चेन फिर पोस्ट ट्रैन्स्लैशन मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरती है मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस अवधारणा को समझने में मदद की है कि मैसेज कैसे डिकोड किया गया है और मैं चाहूंगी कि आप वास्तव में इन एनीमेशन वीडियो को देखें वे वास्तव में बहुत अच्छे हैं केवल 7 से 10 मिनट में वे वास्तव में आपको दिखाते हैं कि प्रक्रिया कैसे हो रही है इसलिए जो कुछ मैं ब्लैकबोर्ड पर नहीं कर सकी वह इस विशेष वीडियो को देखने पर आसानी से समझ में आ जाएगा और यदि आप वास्तव में सभी 64 कोडोन को जानना चाहते हैं और वे वास्तव में किसके लिए कोड करते हैं और कैसे पढ़ना है तो कोडन चार्ट पर एक और वीडियो है आप उस पर भी नज़र डाल सकते हैं तो धन्यवाद और उम्मीद है कि आपने वीडियो की इस श्रृंखला को इंजॉय किया होगा मैं समझती हूं कि यहां और वहां कुछ गलतियां हुई हैं हम उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे और यदि आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो कृपया हमें वापस लिखें और हम आपके कंफ्यूजन को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे धन्यवाद